अभी तक हमने एग्रीगेट प्लानिंग के कई मॉडल्स देखें हमने टेबुलर पद्धति से प्रारंभ किया उसके पश्चात हमने लीनियर प्रोग्रामिंग या LP आधारित कलन देखे और फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन आधारित कलन हल किए हमने एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग आधारित कलन भी हल किया टेबुलर पद्धति एक मूल्यांकनात्मक कलन है जिसमें उपयोगकर्ता उत्पादित मात्रा और श्रम शक्ति के उपयुक्त मान इनपुट करता है और टेबुलर पद्धति कुल लागत फलन का परिगणन करेगी उपयोगकर्ता इनमानों में बदलाव करके स्थानीय स्तर पर कुल लागत का अनुकूलन कर सकता है लीनियर प्रोग्रामिंग आधारित निरूपण वास्तव में आठ विभिन्न प्रकार की लागतों पर विचार करता है यह आठ प्रकार की लागतें लागतों के चार जोड़ों में रूप में होती हैं रेगुलर टाइम और ओवरटाइम लागतें इन्वेंटरी लागतें और शॉर्टेज लागतें हायरिंग लागतें और ले ऑफ की लागत आउटसोर्सिंग और अंडर यूटिलाइजेशन की लागतें और फिर उसमें विविध प्रकार के व्यवरोध भी थे ट्रांसपोर्टेशन आधारित कलन अनिवार्यत लीनियर प्रोग्रामिंग के कतिपय प्रतिबंधित संस्करण का हल करता हैइसलिए ट्रांसपोर्टेशन मॉडल श्रमशक्ति चर पर विचार नहीं करता है परंतु हमने दिखाया है कि वह शेष छलागतों को ध्यान में रखता है फिर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग आधारित कलन को हल करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग कलन में हम एक नई अवधारणा को प्रस्तावित करते हैं कि यदि उत्पादन होगा तो उसके लिए सेटअप भी होगा इसलिए जब भी उत्पादन होगा तो निश्चित तौर पर सेटअप फलन या सेटअप लागत होगी अब चारों में कुछ समानता है और वह यह है कि चारों मॉडल में लागतें रैखिक या आनुपातिक थी उदाहरण के लिए टेबुलर पद्धति में यदि हम कहते हैं कि यदि एक वस्तु को रेगुलर टाइम में उत्पादन करने की लागत ₹100 है तो हम कहते हैं कि 2 वस्तुओं के लिए लागत ₹200 होगी यदि कतिपय वस्तुओं की x संख्या या x मैनआउर्ज का उपयोग होता है और उसकी लागत ₹100 है प्रतिघंटा है तो कुल लागत 100 गुणा x होगी अतः वहीरैखिकता या अनुपातका DP आधारित कलन में भी सर्वत्र उपयोग होता है हम कहते हैं कि यदि एक वस्तु की एक समयावधि से दूसरी अवधि तक रखाव करने की इन्वेंटरी लागत है तो यदि x वस्तुओं का एक समयावधि से दूसरी अवधि तक रखाव किया जाता है तो कुल इन्वेंटरी लागतप्रत्येक वस्तु की कैरिंग लागत का x गुना होगी अतः इन सभी में यह रैखिकता या आनुपातिकता है अब मैं LP कलन के सिर्फ उद्देश्य फलन को लिखूंगा और उसमें भी रैखिकता दर्शाने का प्रयत्न करूंगा अतः लीनियर प्रोग्रामिंग निरूपण मेंउद्देश्य था लागतों के योग का न्यूनतमीकरण हमने कतिपय संकेतों का प्रयोग किया है हमने r Rt o Ot i It s St h Ht l It out OUTt u Ut हमने उद्देश्य फलन में आठ प्रकार की लागतों का प्रयोग किया था और उद्देश्य फलन था आठ लागतों के योग का न्यूनतमीकरण छोटे अक्षर इकाई लागतों को दर्शाते है बड़े अक्षर चरो को दर्शाते हैं इसलिए यदि Rt रेगुलर टाइम मैनआउर्ज की संख्या है और rप्रति मैनआउर् प्रति अवधि की लागत है तो रेगुलर टाइम की कुल लागत होगी t 1 से t अवधि तक rRt का योग हम यह मान सकते हैं कि r सभी अवधियों मे स्थिर है हम इसके rके मान को सभी समयावधियोंमें परिवर्तनशील भी ले सकते हैं और यदि यह मान परिवर्तित होता है तो हम एक छोटासबस्क्रिप्ट Rtजोड़ देंगे जिससे यह इंगित होता है कि यह रेगुलर टाइम लागत अवधि tहैपरंतु यदि यह लागत सभी समयाविधि में समान हो तो फिर हमइसका उपयोग करेंगे इस प्रकार हम इन सभी मानों का उपयोग करते हैं अब स्पष्टत जब हमें लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या का हल निकालना है तो हमें R O और I S H L OUT एवं Uके मान जानना आवश्यक है इनके प्रतिमान उस संस्थान कोउपलब्ध कराने होंगे जिसके लिए समग्र योजना बनाई जा रही है अब हमें स्वयं से दो प्रश्न करने होंगे प्रथम हम उद्देश्य फलन की रैखिकता की अवधारणा पर सवाल उठाने का प्रयत्न करेंगे फिर हम यह प्रश्न उठाएंगे की गुणांको के वास्तविक मान की गणना किस प्रकार की जाए प्रचलित शब्दों में यह कह सकते हैं एक संस्थान को इस r की गणना करनी है जो कि रेगुलर टाइम उत्पादन की लागत है अर्थात रेगुलर टाइम में प्रति मैनआउर् की लागत है तो वह इसके मान की गणना किस प्रकार कर सकते हैं इसे बहुत से तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं पर सबसे सुलभ तरीका है यह ज्ञात करना कि रेगुलर टाइम लागत के घटक क्या हैं इस मॉडल में हमने सीधे तौर पर वेतन भुगतान के व्यय को सम्मिलित नहीं किया है इसलिए हम यह मान लेते हैं की वेतन भुगतान का व्यय ऑपरेटर का वेतन कच्चे माल इत्यादि का व्यय भी r का एक भाग है अब इस लागत के सभी घटकों की सूची बनाकर और पिछले 6 माह या 1 वर्ष में रेगुलर टाइम लागत के प्रत्येक घटक पर किया गया व्यय और रेगुलर टाइम उत्पादन पर कुल व्यय ज्ञात कर सकते हैं फिर हम उन सभी घटकों का योग करके पिछले 5 या 6 अवधियो में किए गए कुल रेगुलर टाइम उत्पादन लागत को ज्ञात करते हैं और फिर हम उस में रेगुलर टाइम उत्पादन की वास्तविक मात्रा या मैनआउर्ज का भाग देते हैं इससे हमें rका मान ज्ञात होता हैइसी प्रकार ओवरटाइम लागतके सभी घटकों की सूची बनाकर हम o के मान को ज्ञात कर सकते हैं फिर हम इस कुल लागत में ओवरटाइम में प्रयुक्त मैनआउर्ज़ की संख्या से भाग दें तो हमें oअर्थात ओवरटाइम की प्रति मैनआउर् प्रति अवधि की लागत ज्ञात होगी इस तरह से हम इन सभी लागतों की गणना कर सकते हैं शायदसबसे सुगम होगा आउटसोर्सिंग लागत की गणना करना यदि यह मान लिया जाए कि सारा उत्पादन आउटसोर्स कर दिया गया है अतः आउटसोर्सिंग लागत को ज्ञात करना अपेक्षाकृत रूप से सरल होगा और इन्वेंटरी लागत को ज्ञात करना समुचित रूप से सरल होगा यदि इन्वेंटरी लागत में उधार पूंजी पर ब्याज की प्रधानता है यदि हम इन्वेंटरी लागत के अन्य घटकों का उपयोग करते हैं जैसे कि जगह की लागत बिजली की लागत और अन्य संसाधन जैसे कि मैनपावर की लागत विशेष कौशल या दक्षता की लागत तो हमें इन सभी लागतों को उधार पूंजी पर ब्याज की लागत में जोड़ना होगा अब इस S का निर्धारण करना सरल नहीं है क्योंकि किसी भी शॉर्टेज या बैकआर्डर लागत का महत्वपूर्ण घटक है अंततः ग्राहकों के मन में साख में गिरावट जो की नियत समय पर सामान की आपूर्ति ना होने पर या बैकऑर्डरज की वजह से होती है इसलिए इस लागत का निर्धारण करना आसान नहीं है इसी प्रकार अंडर यूटिलाइजेशन लागत गणना कर सकने योग्य होते हुए भी इसकी गणना अपेक्षाकृत कठिन है क्योंकि यह मशीन या मैनपावर को बेकार रखने की लागत है इसलिए इसकी भी गणना सावधानीपूर्वक करनी चाहिए H L हायरिंग एंड लेऑफ लागत है जिनकी गणना समुचित रूप से की जा सकती है इसके अंत में मैं यह कहना चाहता हूं की आमतौर पर इन 8 में से किसी भी लागत के लिए सामान्य प्रक्रिया यह है कि हम पीछे जाएं और ज्ञात करें कि उस लागत के अंतर्गत कितना व्यय किया गया है जो भी व्यय जैसे कि हायरिंग लागत या आउटसोर्सिंग लागत या ओवरटाइम लागत उस कतिपय मद के अंतर्गत आता है उसे लेकर उसमें उपयोग किए गए कार्यघंटों की संख्या का भाग देकर उसे प्राप्त कर सकते हैं अतः यह कठिन होगा कि हमारे पास Rt का एक मान है और हम कहें कि हम 12 अवधियो को देख रहे हैं तो हमें 12 अलग अलग मान देने में कठिनाई होगी मान लें कि प्रथम समयावधि में रेगुलर टाइम लागत इतनी थी द्वितीय अवधि में अमुक थी इत्यादि इसलिए आमतौर पर सभी 12 समयावधियों में r केसमान मान का प्रयोग किया जाता है और जिस प्रकार से r की गणना और उपयोग होता है यह कहकर कि यह प्रतिघंटा प्रति कार्यघंटा रेगुलर टाइम लागत है हम रैखिकता या अनुपातिकता का उपयोग करने को बाध्य है यदि Rt कार्यघंटों का उपयोग हो रहा है तो r Rt हमारी कुल रेगुलर टाइम लागत है पर हम यह भी जानते हैं कि सामान्यतः उत्पादन संबंधी परिस्थितियों में प्रत्येक लागत का एक स्थिर घटक होता है फिर एक परिवर्तनशील घटक होता है इसलिए यदि हम यह लिखें कि r के स्वयं के दो घटक होते हैं r0 r1 rt यदि rका यह घटक होता है तो इसका अर्थ है कि एक स्थिर लागत r0 है फिर एक प्रति कार्यघंटा की परिवर्तनशील लागत होती है जो आमतौर पर पाई जाती है संस्थान की कुछ स्थिरलागतें होती हैं जो इन लागतों पर विभाजित की जा सकती है इसलिए हम यदि rस्वयं को एक स्थिर लागत के रूप में परिभाषित करते हैं जिसका एक स्थिर और परिवर्तनशील घटक है तो यह r0 r1 Rt का Rt से गुणा हो जाएगा जो कि द्विघात समीकरण है अतः यदि प्रत्येक लागत का एक स्थिर और एक परिवर्तनशील घटक होता है तो रैखिकता की अवधारणा पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है हमें ऐसे मॉडल का उपयोग करना पड़ सकता हैजो कि द्विघात के रूप में हो शायद रैखिक निरूपण का लाभ उसकी सरलता है अनुपातिक व्यवरोध का सूत्रीकरण सरल है प्रणाली के तौर पर सिंपलेक्स विधि प्रसिद्ध है और रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का हल निकालना सरल है जब हमने R एवं O और I एवं S की गणना की तो हमने सरल गणना के लिए हमने सिर्फ एक निश्चित R का उपयोग किया है जो कि R0 R1 को दर्शाता है जबकि R का एक स्थिर और एक परिवर्तनशील घटक होता है फिर यह भी संभव है कि r की गणना में त्रुटि हो और रैखिक प्रोग्रामिंग के हल में हमें संस्थान द्वारा व्यय की गई वास्तविक लागत से अधिक लागत का हल प्राप्त हो क्योंकि संस्थान द्वारा व्यय की गई वास्तविक लागत में एक स्थिर एवं एक परिवर्तनशील घटक होता है हमने उसे एक संख्या r से अनुमानित किया है रैखिक प्रोग्रामन विधि का लाभ है उसका सरल निरूपण और हल करने में सरलता इसका नुकसान है शायद इसकी वास्तविकता का निरूपण करने में अक्षमता क्योंकि वास्तविकता में लागतों का एक स्थिर और एक परिवर्तनशील घटक होता है इसलिए इस विचार को ध्यान में रखते हुए कुछ लेखकों ने एक द्विघात मॉडल प्रस्तावित किया अतः एग्रीगेट प्लानिंग के लिए रैखिक प्रोग्राम के लिए एक द्विघात मॉडल अपनेअत्यंत प्रसिद्ध है इससे HMMS मॉडल भी कहा जाता है यह नामकरण 4 शोधकर्ताओं होल्ट मुथ मोदिग्लिआनी एवं साइमन Holt Muth Modigliani and Simon के नाम पर हुआ है जो कि इस मॉडल के प्रवर्तक है इसलिए इसे HMMS मॉडल कहा जाता है हम HMMS मॉडल के विस्तृत विवरण में नहीं जाएंगे परंतु मैं सिर्फ उसका उद्देश्य फलन लिखकर यह समझाऊंगा कि HMMS मॉडल वास्तव में किस प्रकार कार्य करता है HMMS मॉडल के उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण करना है इसके उद्देश्य फलन में कई लागतें हैं प्रथम है चर Wt जो कि t समय में कार्यरत श्रम शक्ति को दर्शाता है यहां Pt t समय में कार्यघंटों के रूप में उत्पादन घंटों की संख्या को दर्शाता है w को कार्यघंटों उत्पादन कार्यघंटों या श्रमशक्ति कार्यघंटों के रूप में भी लिखा जा सकता है एवं It t समय के अंत में स्टॉक है जिसे भी कार्यघंटों के रूप में लिखा जा सकता है इसलिए तीन प्रकार के निर्णय चर हैं श्रम शक्ति के लिए निर्णय चर उत्पादन के लिए निर्णय चर एवं इन्वेंटरी के लिए निर्णय चर अब उद्देश्य फलन कई लागतों से मिलकर बना है उनमें से एक है रेगुलर टाइम वेतन भुगतान की लागत एक स्थिर घटक है और एक परिवर्तनशील घटक है एक ओवरटाइम लागत है एक इन्वेंटरी लागत है और एक श्रमशक्ति में परिवर्तन की लागत है अतः ये इन्वेंटरी लागत है ये श्रमशक्ति में परिवर्तन की लागत है और ये ओवरटाइम लागत है ये ओवरटाइम लागत का विस्तृत रूप है अब हमें विश्वास हो गया है कि इस भाग को रेगुलर टाइम वेतन भुगतान की लागत कहते हैं एक स्थिर घटक है और एक परिवर्तनशील घटक है ये प्रारूपिक इन्वेंटरी लागत है इस मॉडल में शॉर्टेजेस या बैकआर्डरज की अनुमति नहीं है इसलिए एक आदर्श इन्वेंटरी है जिसे परिभाषित किया गया है और It I2 शास्ति है जिसे C8 से गुणा किया गया है यहां भी Wt और Wt 1 और C12 पूर्ण वर्ग के मध्य श्रमशक्ति परिवर्तन लागत है ये अन्य लागतें हैं जो उत्पादन और श्रमशक्ति को संबद्ध करती है इसलिए वे ओवरटाइम वेतन भुगतान की लागत को दर्शाती है हम इसमें अधिक विस्तार में नहीं जाएंगे उद्देश्य फलन का एक रूप यहां है ये आवश्यक नहीं है कि यही उद्देश्य फलन हो ये उद्देश्य फलन का एक रूप है ये उद्देश्य फलन एक द्विघात उद्देश्य फलन को दर्शाता है द्विघात यहां यहां और यहां से आता है अब यह रैखिक नहीं रहा अब यह एक द्विघात उद्देश्य फलन है जिसके रेखिक व्यवरोध हैं यह एक आदर्श व्यवरोध है जो उत्पादन इन्वेंटरी व डिमांड के मध्य संबंध बताता है Dt समयावधि t में कार्यघंटों के रूप में मांग है It समयावधिt के अंत में इन्वेंटरी है It 1 समयावधि t 1 के अंत में इन्वेंटरी है जो कि समयावधि के प्रारंभ में इन्वेंटरी है ये t समयावधि में उत्पादन है और ये समयावधि t में मांग है यह एक इन्वेंटरी बैलेंस व्यवरोध है अब हमारे पास एक द्विघात उद्देश्य फलन है मैं दोहराना चाहूंगा और इंगित करना चाहता हूं कि यह आवश्यक नहीं है कि यही उद्देश्य फलन हो किसी विशिष्ट संस्थान के लिए समुचित रूप से परिभाषित द्विघात मॉडल में अतिरिक्त लागतें सम्मिलित की जा सकती हैं या कुछ लागतें छोड़ दी जाती हैं इस में बैकऑर्डर लागत सम्मिलित हो सकती हैं जो इस फलन में सम्मिलित नहीं है इस में आउटसोर्सिंग की लागत सम्मिलित की जा सकती है जो इस फलन में सम्मिलित नहीं है यह केवल एक प्रतीकात्मक द्विघात फलन है जिसमें कुछ लागतें निर्णय चरों के द्विघात फलनों के रूप में दर्शाई गई हैं जो कि आवश्यक रूप से Pt Wt एवं It है दूसरे उद्देश्य फलनों को भी देख सकते हैं पर उद्देश्य फलन द्विघाती है व्यवरोध रैखिक है और सभी चरों पर ऋणोत्तर व्यवरोध है इस प्रकार यह एक द्विघात प्रोग्रामिंग समस्या बन जाती है जिसे हल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं एक प्रचलित तरीका यह है कि इस व्यवरोध को लाग्रंगियन मल्टीप्लाईर का उपयोग कर के उद्देश्य फलन में लिया जाए अतः द्विघाती अनुकूलन समस्या का मूलभूत सिद्धांत यह है कि द्विघाती फलन का प्रथम व्युत्पन्न एक रैखिक फलन हो इसे चरों के संबंध में डिफरेंशिएट किया जा सकता है वही ये चरों की डिपेंडेंसी दर्शाने में भी सक्षम होने चाहिए यद्यपि हमारे पास Pt Wt और It चरों के रूप में है Pt एवं It के बीच संबंध है जो यहां दिया गया है अतः यह संभव है कि इस व्यवरोध के जरिए हम एक चर को हटा दें और दूसरे चरों के संबंध में डिफरेंशिएट करके हल निकाल ले जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें रेखिक फलन प्राप्त होता है जिसमें Pt एवं Wt है और डिफरेंशिएशन से हमें समीकरणों का एक जोड़ा भी प्राप्त होता है अंततः डिफरेंशिएशन करने से और इस व्यवरोध को सम्मिलित करने से हमें हल निकालने के लिए रैखिक समीकरणों का समूह प्राप्त होता है अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास समीकरणों की संख्या से अधिक चर हो सकते हैं वह इसलिए कि कभी कभी It I एवं It और Wt 1 एवं Wt समीकरणों से अधिक चरों की रचना करते हैं ऐसी स्थितियों में हम कुछ इच्छित प्रारंभिक और कुछ अंतिम प्रतिबंधों को परिभाषित करते हैं जिससे चरों की संख्या समीकरणों की संख्या के बराबर हो जाए फिर हम समीकरणों को हल करके Pt Wt और It के इष्टतम मानो को ज्ञात करते हैं अतः द्विघात मॉडल करने का प्रमुख कारण सिर्फ द्विघात मॉडल की आवश्यकता बताना था क्योंकि यद्यपि रेखिक अनुकूलन रैखिक प्रोग्रामन और रेखिक मॉडल बनाना व हल करना अत्यंत सरल है तथापि उसमें गुणांक में सन्निकटन की समस्या होती है यद्यपि हम LP से इष्टतम हल प्राप्त करते हैं मुमकिन है यह हल वास्तविक हालात का चित्रण नहीं कर सके क्योंकि वास्तविकता में लागत रैखिक नहीं होती है अतः अगर आप वह प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उसे एक उपयुक्त रूप से परिभाषित ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ द्विघात मॉडल के रूप में ला सकते हैं मैं एक पर्यटक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को हल करने की प्रणाली मोटे तौर पर समझा चुका हूं अतः हल करने की प्रणाली के रूप में द्विघात मॉडल एलपी मॉडल से थोड़ा मुश्किल है पर द्विघात मॉडल वास्तविकता के ज्यादा नजदीक होते हैं क्योंकि व्यवहार में लागत के निश्चित व परिवर्तनीय घटक होते हैं इसलिए यह द्विघात ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं अब हम अगले विषय पर जाने से पहले एग्रीगेट प्लैनिंग के कुछ और पहलुओं पर नजर डालते हैं अगर हम अपने द्वारा लिखी गई लागतों पर दष्टि डालें हम ने आठ प्रकार की लागत लिखी है मैं अब इनमें से दो दो प्रकार की लागतों पर विचार करूंगा पहली है इन्वेंटरी लागत एवं शॉर्टेफॉल्स दूसरा है हायरिंग एवं ले ऑफ लागत अगला है रेगुलर टाइम एवं ओवरटाइम एवं अंतिम है आउटसोर्सिंग एवं यूटिलाइजेशन अब हम एक साधारण स्थिति पर विचार करते हैं जहां तीन अवधि में किसी वस्तु की मांग 2500 3000 एवं 4000 है अब एक विशिष्ट एग्रीगेट प्लानिंग प्रॉब्लम में हम इस P को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे एवं हम यह करेंगे कि इन तीनों अवधियों में हम कितने प्रोडक्शन मैनआउर्ज़ काम करेंगे जिससे हमारी कुल लागत न्यूनतम हो अब P के दो घटक है रेगुलर टाइम उत्पादन व ओवरटाइम उत्पादन एवं हम इसे आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं अतः हम तीन प्रकार से उत्पादन कर सकते हैं इन तीन अवधियों में कुल मांग 9500 है अब हम दो रणनीति से यह उत्पादन कर सकते हैं प्रथम हम पहले माह में 2500 दूसरे माह में 3000 तीसरे माह में 4000 इकाई का निर्माण करें अगर हम यह कर सके तो इसका अर्थ होगा कि प्रत्येक समयावधि में कोई इन्वेंटरी या शॉर्टेज नहीं होगी वैकल्पिक रूप से हम तीन माह में क्रमशः 3200 3200 एवं 3100 इकाई अथवा 3100 3200 व 3200 इकाई का उत्पादन कर सकते हैं इसका अर्थ यह है कि हम उत्पादन मात्रा को तकरीबन औसत मांग के बराबर रख रहे हैं अगर हम यह करते हैं तो उत्पादन मात्रा तो बराबर होगी लेकिन प्रथम दो महीनों के अंत में इन्वेंटरी रहेगी कभी कभी शॉर्टेजेस भी हो सकती हैं उदाहरणतः अगर प्रथम माह में मांग 4000 और आखिरी माह में 2500 होती तो प्रथम 2 माह के अंत में शॉर्टेज या बैकऑर्डर होता अतः इस प्रकार उत्पादन करने पर जहां उत्पादन मात्रा सभी समयावधि में बराबर होगी हमें इन्वेंटरी और शॉर्टेजस वहन करनी होगी इससे हमारी एग्रीगेट प्लान की लागत में इन्वेंटरी एवं शॉर्टेज inventory shortages लागत की प्रधानता रहेगी अतः यह एक प्रकार की रणनीति है जिसमें हम उत्पादन मात्रा स्थिर रखेंगे जिसका अभिप्राय यह है कि कार्यरत श्रमिकों की संख्या भी स्थिर रहेगी दूसरी और अगर हम क्रमशः 2500 3000 एवं 4000 इकाई का उत्पादन करेंगे जिसका अर्थ है हम उत्पादन मात्रा परिवर्तित करते हैं तो इसका अभिप्राय होगा कि हम श्रमिकों की संख्या में भी परिवर्तन करेंगे इसका अर्थ यह है कि हम हायरिंग एवं लेइंग ऑफ लागत वहन करेंगे पर हम इन्वेंटरी एवं शॉर्टेज inventory shortage लागत वहन नहीं करेंगे यह दूसरी रणनीति है अतः संस्थान इन दोनों में से कोई एक शुद्ध रणनीति अपना सकते हैं प्रथम शुद्ध रणनीति के अंतर्गत हम उत्पादन मात्रा और श्रम शक्ति स्थिर रखेंगे और इन्वेंटरी एवं शॉर्टेज inventory shortage वहन करेंगे दूसरी शुद्ध रणनीति के अंतर्गत हम उत्पादन मांग के अनुसार करेंगे जिसमें श्रम शक्ति परिवर्तित होगा पर इन्वेंटरी एवं शॉर्टेज inventory shortage को वहन नहीं करनी होगी अन्यथा संस्थान मिश्रित रणनीति अपना सकता है जो दोनों शुद्ध रणनीति का सम्मिश्रण होगी जिसमें हम श्रम शक्ति घटा बढ़ा सकते हैं उत्पादन परिवर्तित कर इन्वेंटरी रख सकते हैं आदि अतः रेखीय प्रोग्राम की समस्या जिसमें सभी आठ प्रकार की लागत सम्मिलित हैं अनिवार्य रूप से श्रेष्ठतम मिश्रित रणनीति की पहचान करने का प्रयास है अतः हम यह मानकर कि हम मिश्रित रणनीति का उपयोग कर सकते हैं इस समस्या को हल करें दूसरा कभी इस प्रकार की सीमाएं या बाध्यता हो सकती हैं कि शुद्ध रणनीति का उपयोग संभव ना हो उदाहरणतः अगर हम इस माह में मांग 4000 इकाई है और हम शुद्ध रणनीति का प्रयोग कर रहे हैं जहां हम उत्पादन मात्रा परिवर्तित कर 4000 इकाई का उत्पादन करना चाहते हैं मान लीजिए कि रेगुलर टाइम उत्पादन क्षमता केवल 2000 या 3000 इकाई है और ओवरटाइम उत्पादन क्षमता केवल 500 इकाई है तब हमें मजबूरन 500 इकाई की आउटसोर्सिंग के लिए जाना होगा मान लीजिए हमारी रेगुलर टाइम उत्पादन क्षमता 2000 इकाई है ओवरटाइम उत्पादन क्षमता 1000 इकाई है व आउटसोर्सिंग उत्पादन क्षमता 500 इकाई है अतः हम शुद्ध रणनीति से यह उत्पादन नहीं कर सकते जिसका अर्थ यह है कि किसी समयावधि में हमें उत्पादन कर इन्वेंटरी संग्रहित करनी होगी जिसे हम आगामी समयावधि में मांगपूर्ति के लिए उपयोग कर सकें अतः हम देख सकते हैं कि हम जो कार्य करना चाहते हैं उसमें शुद्ध रणनीति उपयोग करने का विचार कर सकते हैं दूसरे शुद्ध रणनीति के तहत हम श्रमशक्ति परिवर्तित करेंगे मैंने अपनी चर्चा में यह माना था कि रेगुलर टाइम उत्पादन क्षमता 2000 इकाई है मान लें कि सभी माह में 2000 इकाई ही है पर इस रेगुलर टाइम उत्पादन क्षमता को हम उच्चतम मांग अवधियों में अतिरिक्त श्रमिकों की भर्ती कर बढ़ा सकते हैं टेबुलर पद्धति में हमने देखा था कि एक मॉडल में यही किया गया था अतः एक हम श्रमशक्ति को परिवर्तित कर या दूसरा हम ओवरटाइम या आउटसोर्सिंग कर उत्पादन क्षमता को परिवर्तित कर सकते हैं अतःअगर मांग बहुत अधिक परिवर्तनशील हो तो संस्थान इन सभी रणनीतियों का प्रयोग करते हैं अन्यथा संस्थानों को आउटसोर्सिंग के लिए जाना पड़ेगा और पूरी इकाई का उत्पादन आउटसोर्स करना कुछ जटिल कार्यों के कारण मुश्किल हो सकता है कभी इकाई का उत्पादन पूर्णतया आउट सोर्स किया जाता है तो कभी साधारण कार्यों को आउटसोर्स कर कुछ कार्य क्षमता बचाई जाती है व जटिल कार्यों को आंतरिक रूप से संस्थान में ही किया जाता है अतः आउटसोर्सिंग एक से ज्यादा प्रकार से की जा सकती है अधिकांश समय पूरी इकाई का उत्पादन आउटसोर्स किया जाता है या सिर्फ उसका कुछ हिस्सा आउटसोर्स किया जाता है एवं उससे जितनी उत्पादन क्षमता की बचत हो सके उसे रेगुलर टाइम या ओवरटाइम उत्पादन क्षमता के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है अतः संस्थान इन सभी विकल्पों पर परिवर्तनशील श्रम शक्ति परिवर्तनशील या लचीला ओवरटाइम कभी एक अतिरिक्त पारी कभी एक अतिरिक्त दिन या इन दोनों का सम्मिश्रण या थोड़ी आउटसोर्सिंग पर गौर करती है यह सभी एग्रीगेट प्लानिंग के अविभाज्य हिस्से हैं जो मांग की पूर्ति हेतु अधिकतम उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाते हैं विशेषतःजब मांग बहुत ज्यादा परिवर्तनशील हो अब दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है वह कहलाती है डिमांड प्लानिंग अब जब हमने एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान तैयार कर लिया है और हम मानते हैं मांग ज्ञात है वह मांग बदल नहीं सकती अर्थात हमें प्रथम माह में 2500 द्वितीय माह में 3000 एवं तृतीय माह में 4000 इकाई की मांग पूर्ति करनी है तो अब इसकी कुछ लागत निकालने की कोशिश करते हैं अब अगर हम यह मानें कि हमारी रेगुलर टाइम क्षमता 3000 इकाई प्रति माह है ओवरटाइम क्षमता 1000 इकाई प्रतिमाह है और हम असीमित क्षमता की आउटसोर्सिंग कर सकते हैं अब हम इस 2500 3000 और 4000 इकाई की मांग की पूर्ति का श्रेष्ठतम तरीका खोजने की कोशिश करते हैं हम यह भी मानते हैं कि रेगुलर टाइम लागत 100 ओवरटाइम लागत 120 एवं आउटसोर्सिंग लागत इससे भी ज्यादा है अतः हम यहां यह मानते हैं की ओवरटाइम क्षमता 500 है अतः इस मांग पूर्ति के लिए हम 3000 रेगुलर टाइम और 500 ओवरटाइम का प्रयोग करेंगे प्रथम माह 2500 की मांग पूर्ति हेतु हम 3000 रेगुलर टाइम उत्पादन करेंगे और 500 की इन्वेंटरी संभालेंगे अगले माह भी हम 3000 रेगुलर टाइम उत्पादन करेंगे और 500 की इन्वेंटरी संभालेंगे आखिरी माह हम 3000 रेगुलर टाइम और 500 ओवरटाइम उत्पादन करेंगे अतः इस योजना से जुड़ी कुल लागत होगी 9000 इकाई गुना रेगुलर टाइम लागत 100 बराबर 900000 व 500 इकाई गुना ओवरटाइम लागत 120 बराबर 60000 कुल इन्वेंटरी 1000 इकाई 500 प्रथम माह व 500 द्वितीय माह और मान लीजिए इन्वेंटरी कैरिंग लागत ₹10 प्रति अवधि तो कुल हुआ 10000 तो इसके लिए कुल लागत हुई 970000 अब अगर प्रति इकाई कीमत ₹150 है तो कुल राजस्व या बिक्री होगी 9500 गुना 150 कुल 14 लाख 25 हजार और कुल लागत 970000 अतः व्यापार में लाभ हुआ 455000 अब अगला प्रश्न यह उठता है क्या हम इससे बेहतर योजना बना सकते हैं अगर हमें मांग में परिवर्तन की छूट हो सामान्य शब्दों में अगर हमारी मांग 2500 3000 और 4000 कुल 9500 के बजाय 3200 3200 और 3100 हो तो निश्चित रूप से निश्चित रूप से लागत कम हो जाएगी ओवरटाइम लागत बंट जाएगी और कुछ प्रथम माह में आ जाएगी पर 500 इकाई की इन्वेंटरी लागत बच जाएगी ओवरटाइम लागत पूरे समयावधि में बंट जाएगी पर उसमें कोई बदलाव नहीं होगा इन्वेंटरी लागत कम हो जाएगी इसलिए कुल लागत कम हो जाएगी और कुल लाभ बढ़ जाएगा इसलिए संस्थान यह प्रयास करते हैं के विभिन्न तरीकों से वे वास्तव में मांग को समायोजित कर सके अब यह डिमांड प्लैनिंग कहलाता है और यह वे किस तरह करते हैं कीमत में कुछ छूट देकर अतः जब कुछ समयावधि में कीमतों में छूट दी जाती है विशेषतः मंदी की अवधि में गैर मौसमी छूट दी जाती है अतः जब गैर मौसमी छूट दी जाती है तो जो मांग बाद में peak अवधि में आनी होती है वह समान रूप से वितरित हो जाती है एवं मंदी की अवधि में भी बढ़ जाती है अतः peak मांग कम हो जाएगी पर मांग समान रूप से वितरित हो जाएगी पर दी गई छूट के कारण कुल मांग भी कुछ बढ़ जाएगी तो अगर हम हालात पर दृष्टि डालें जहां अब गैर मौसमी छूट के बाद इन समयावधि के लिए मांग 4000 4500 और 4000 है अब अगर यह मांग है तो हम 3000 इकाई का रेगुलर टाइम उत्पादन करेंगे इनमें से प्रत्येक समयावधि में हम 500 इकाई का ओवर टाइम उत्पादन करेंगे तदुपरांत हमें आउटसोर्सिंग करनी होगी अतः हम 3500 हजार इकाई का उत्पादन प्रति माह करेंगे व 500 1000 व 500 इकाई का उत्पादन आउटसोर्स करेंगे अतः कुल लागत में रेगुलर टाइम लागत होगी 90000 कुल ओवरटाइम लागत होगी 1500 120 कुल180000 अगर आउटसोर्सिंग लागत माने की 130 है तो 2000 130 कुल 260000 जिससे कुल उत्पादन लागत हो गई 1340000 जो कि पिछली लागत 97000 के मुकाबले ज्यादा है क्योंकि मांग बढ़ गई है अब अगर लाभ पर दृष्टि डालें जब हमने लाभ की गणना की थी तो हमने माना था कि विक्रय कीमत 150 है अब हम माने की छूट के बाद कीमत 145 रुपए हैं कुल राजस्व हुआ 145 12500 कुल 1812500 घटाएं लागत 1340000 तो शुद्ध लाभ हुआ 472500 जो कि पहले के शुद्ध लाभ 455000 से ज्यादा है अब प्रथम दृष्टया यह देख कर कोई भी कहेगा कि यह बेहतर है क्योंकि लाभ बढ़ गया है पर हमें यह समझना होगा कि लाभ सिर्फ मांग के फैलाव से नहीं बढ़ा है वरन रुपए 5 की छूट के कारण कुल मांग भी बढ़ गई है संस्थान ने ₹5 की छूट देकर कीमत 145 में कर दी है पर अब इस ₹5 की छूट से होने वाले घाटे की पर्याप्त पूर्ति दो चीजों से हुई पहली मांग का फैलाव एवं संतुलित हो जाना व दूसरा कुल मांग में बढ़ोतरी अतः अगर आप मांग में ₹3000 की बढ़त नहीं हासिल कर पाते हैं तो छूट देना लाभकारी नहीं रहेगा अतः दो चीजों का होना जरूरी है कितनी छूट देनी है और छूट कब देनी है तो ये दो चीजें महत्वपूर्ण हैं कि अगर यह छूट विशेषतः मंदी की अवधि में दी जाती है जिससे मांग को अधिकतम मांग समयावधि से मंद मांग समयावधि की तरफ लाया जा सके तो इसका हमेशा यह अर्थ होगा कि हमें क्षमता बढ़ानी होगी इसका अर्थ यह होगा कि इस गणना में लागत बढ़ जाएगी हमने यह माना है कि यह 3000 अक्षुण्ण है पर कभी हम श्रमशक्ति बढ़ाकर रेगुलर टाइम क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं इससे लागत तो बढ़ेगी पर साथ ही अगर हम अधिकतम मांग को खिसका सकें व मंद मांग समयावधि में संतुलित कर सके तो यह करना संस्थान के लिए बहुत लाभकारी होगा एवं छूट के कारण बढ़ी हुई मांग से कुछ अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त होगा अब यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे डिमांड प्लानिंग कहते हैं एवं यह एक पहलू है जिस तरफ संस्थानों का ध्यान आकर्षित हुआ है तो गैर मौसमी छूट देना संस्थान के लिए लाभकारी है बशर्ते की छूट के कारण इस समयावधि में मांग बढ़ जाए व अधिकतम मांग कुछ समयावधि में फैल कर संतुलित हो जाए तो जब कोई एग्रीगेट प्लानिंग करता है तो यह कुछ पहलू है विशेषत जिन पर उसकी नजर रहती है तो अब अगर हम पीछे लौटे अपने एक पुराने लेक्चर पर जहां हमने प्रोडक्शन प्लैनिंग एंड कंट्रोल Production Planning Control के विविध विषयों पर बात की थी हमने कहा था कि पूर्वानुमान लगाने से शुरू करेंगे जहां हम मांग के पूर्वानुमान पर दृष्टि डालेंगे एवं जहां हमने इस सवाल को हल किया कि कितनी मांग है जिसकी पूर्ति के लिए हमें उत्पादन करना है फिर हमने एग्रीगेट प्लानिंग के अगले प्रश्न को हल किया कि अगर यह मांग है जिसमें पूर्ति के लिए हमें उत्पादन करना है तो यह हम कैसे करेंगे इस संदर्भ में कि हम रेगुलर टाइम क्षमता को स्थिर रखेंगे या श्रमशक्ति परिवर्तित कर हम इसे बढ़ा सकते हैं या ओवरटाइम क्षमता का इस्तेमाल करेंगे या कोई और रणनीतियां है जैसे की आउटसोर्सिंग दूसरी और कौन सी रणनीतियां मुमकिन है क्या हम इन्वेंटरी वहन करेंगे या हम कुछ और बैकऑर्डरिंग वहन करेंगे ऐसे सभी प्रश्नों पर हमने दृष्टिपात किया तो यह निष्कर्ष निकलता है कि एग्रीगेट प्लानिंग पूर्वानुमानों से इनपुट लेता है और एग्रीगेट प्लानिंग से जो आउटपुट प्राप्त होते हैं वह अनिवार्य रूप से है Pt व कभी कभी Wt Wt का अभिप्राय जो श्रमिक मैं नियुक्त करूंगा उनके मैनआउर्ज के संदर्भ में श्रमशक्ति और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि Pt में जितने श्रम घंटे हम उत्पादन के लिए लगाएंगे वो सम्मिलित हैं अब हमें वास्तव में दो कार्य करने हैं पहला ये Pt जो उत्पादन के घंटे हैं उन्हें हमें तीन हिस्सों में बांटना है रेगुलर टाइम ओवरटाइम और आउटसोर्सिंग जो हम एग्रीगेट प्लानिंग द्वारा कर चुके हैं अब मान लीजिए हमने तय कर लिया कि हम इतने घंटे रेगुलर टाइम व इतने घंटे ओवरटाइम करेंगे अब हम इन घंटों को विभिन्न उत्पाद बनाने के लिए किस तरह इस्तेमाल करेंगे कौन सा उत्पाद पहले बनाएंगे और किस क्रम में हम विभिन्न उत्पादों का उत्पादन करेंगे अब इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा जो कहलाता है डिसएग्रीगेशन जिसे हम मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग भी कहते हैं अब जब हम इस डिसएग्रीगेशन का उत्तर खोज लेते हैं तब हम यह कह सकते हैं कि इस उत्पाद का उत्पादन हम अगली दो समयावधि में करेंगे तो हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि अमुक उत्पाद कब बनाए जाएंगे इस प्रश्न के उत्तर के बाद या कभी साथ में ही हम यह भी तय करते हैं कि हम कौन कौन से उत्पाद बनाएंगे व प्रत्येक अंतिम उत्पाद का किस किस मात्रा में उत्पादन करेंगे फिर इन सभी अंतिम उत्पादों में अपनी असेंबलीस सबअसेंबलीस और बोटआउट कॉम्पोनेंट्स का समूह होगा तो अगर हमें एक निश्चित मात्रा में अंतिम उत्पाद बनाना है तो उसके लिए तदनुरूप हमें कितनी मात्रा में विभिन्न वस्तुओं की जरूरत होगी इसका हल हमें बिल ऑफ मटेरियल एवं मैटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग से प्राप्त होगा यह हमें बताता है कि अगर हम मांग पूर्ति के लिए विभिन्न उत्पाद कितनी मात्रा में बनाते हैं तो हमें उसके लिए किन किन वस्तुओं की और कितनी मात्रा में जरूरत होगी तदुपरांतहमें अपने माल का प्रबंधन एवं इन वस्तुओं के लिए सामग्री क्रय नीति तय करनी होगी जो हमें एक अन्य विषय इन्वेंटरी मैनेजमेंट की तरफ ले जाएगा जिस पर हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट पढ़ लेने के बाद एक बार फिर लौटेंगे और डिसएग्रीगेशन एवं उसके बाद MRP के बारे में जानेंगे और MRP व इन्वेंटरी मैनेजमेंट पूर्ण करके फिर हम प्रोडक्शन कंट्रोल अर्थात सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग Sequencing Scheduling पर विचार करेंगे